इस डेमो में हम 3 टूल्स जैसे BLAST CLUSTAL W and AL2CO के बारे में बताएंगे सिमिलर सीक्वेंसेस मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट साथ ही साथ कंजर्वेशंस स्कोर को भी समझेंगे तोBLAST का उपयोग सिमिलर सीक्वेंसेस औरCLUSTAL W का उपयोग मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट और AL2COको कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त करने के लिए करते हैं तो हम कोई भी क्वेरी प्रोटीन लेंगे उदाहरण के तौर पर मायोग्लोबिन यहां हम समझेंगे की दो संबंधित सीक्वेंस को ब्लास्ट से इकट्ठा करेंगे और इससे प्राप्त आउटपुट को CLUSTAL के द्वारा मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट के रूप में प्राप्त किया जाता है इस रिजल्ट का उपयोगAL2CO मैं इनपुट के रूप में होता है और कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त किया जाता है इसे किस तरह उपयोग करते हैं देखते हैं इस एक्सरसाइज में हम BLAST CLUSTAL and AL2CO का उपयोग कर मायोग्लोबिन का कंजर्वेशन कैलकुलेट करना देखेंगे हम सबसे पहले मनुष्य में पाए जाने वाले मायोग्लोबिन प्राइमरी सीक्वेंस कोUniProt से प्राप्त करेंगे आप इसको रिलेटेड प्रोटीन से ब्लास्टिंग करेंगे इसके पश्चात इस सीक्वेंस के द्वाराMSA मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट प्राप्त करेंगे अब इसके द्वारा कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त करेंगे प्रत्येक रेसीडुएल रेसिड्यू पोजीशन का कंजर्वेशन स्कोरAL2CO के द्वारा प्राप्त किया जाता है इसके पश्चात हम इसको एनालाइज करेंगे और कंजर्वेशन रिजल्ट स्कोर इससे संबंधित होते देखेंगे इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप होगा यूनीप्रोत पर जाकर मायोग्लोबिन सीक्वेंस को प्राप्त करना इसे मनुष्य में पाए जाने वाले मायोग्लोबिन को सर्च कर प्राप्त करेंगे इस स्थिति में आप एडवांस सर्च के लिए जाएंगे यदि आप रिजल्ट से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऑर्गेनेज्म का नाम डाल कर देख सकते हैं जैसे P02144मनुष्य में पाया जाने वाला मायोग्लोबिन सीक्वेंस है अब देखते हैं मायोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है यह मोनोमर है इसमें हीमोग्लोबिन के समान ग्रुप होते हैं यह ऑक्सीजन को bind करने में मदद करते हैं जिससे कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है मुख्य रूप से मांसपेशियों में यह स्तनधारियों मैं विशेष महत्वपूर्ण है जैसे तैरने वाले स्तनधारी उदाहरण के रूप में वेल यदि हम इसके कार्य देखें और मेटल बाइंडिंग देखें तो यह65 और94 तक रेस टू द पावर दिखाई देता है यहां सीक्वेंसUniProt फॉर्मेट डाउनलोड कर FASTA canonical sequence देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं अब हमें सीक्वेंस प्राप्त हो जाएंगे और यूनीपोर्ट डाटाबेस के साथ ब्लास्ट कर लेते हैं अब BLAST साइड देखते हैं यहां हम एक्सेशन नंबर एंटर करेंगे या UniProt number डायरेक्टली लेंगे या सीधे फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं यदि हम देखें UI का BLAST तो यह बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित दिखाई देता है पहले सेक्शन में क्वेरी सीक्वेंस दिखाई देते हैं यहां हमें क्वेरी एंटर करने के मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देते हैं दूसरे सेक्शन में डेटाबेस होते हैं यहां टारगेट डेटाबेस प्राप्त कर उनके अगेंस्ट ब्लास्ट किया जा सकता है तीसरे सेक्शन में एल्गोरिदम जिसकी हमें आवश्यकता हो प्राप्त कर सकते हैं चौथा सेक्शन एल्गोरिदम पैरामीटर को दे सकता है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे अब हम किसी एक क्वेरी सीक्वेंस को चुनेंगे जैसे यदि मैं टारगेट सीक्वेंस को चुनता हूं तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग टारगेट databases हैnr UniProt ref sequence Swiss Prot PDB etceteraयदि आप कंफ्यूज हो तो आप हेल्प के लिए क्लिक सकते हैं आपको डेटाबेस डिटेल और सीक्वेंसेस का नंबर प्राप्त हो जाएगा मैंनेUniProtको चुना क्योंकि इसमें रिव्यूड सीक्वेंसेस या नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कम होते हैं साथ ही एक्सक्लूड करने और इनक्लूड करने का ऑप्शन रहता है जैसे यदि हम ह्यूमन मायोग्लोबिन ले रहे हैं तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन सीक्वेंस को एक्सक्लूड करना जैसे यहां मैंने प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया इसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी है जैसे किसी इसको इंक्लूड करना यदि आप टारगेट डेटाबेस को पुनः फिल्टर करना चाहे आप क्वैरी को एंटर कर सकते हैं आप सीक्वेंसर लेंथ को भी नियंत्रित किया जा सकता है तीसरे सेक्शन में वह प्रोग्राम होता है जिसमें आपकोBLAST p psi BLAST phi BLAST or delta BLAST सीलेक्ट करना पड़ता है यहां पर हमBLAST P सिलेक्ट करेंगे इस स्थिति में आपको आगे डिटेल चाहिए पड़ेंगे आप एल्गोरिदम पैरामीटर पर जाएंगे इस सर्च को मॉडिफाई कर मैक्स टारगेट सीक्वेंस उपयोग किया जाता है यहां पर आप सीक्वेंस के नंबर सेट कर सकते हैं इसके पश्चात यह एक्सपेक्ट थ्रेशहोल्ड है यहE वैल्यू को जो हमारे क्वैरी सीक्वेंस के एलाइनमेंट से प्राप्त होती है को लिमिट करता है यह E वैल्यू एक्सपेक्टेड नंबर का सीक्वेंस है इसका स्कोर पार्टिकुलर सीक्वेंस से ज्यादा या बराबर होता है हम तुम्हारे सीक्वेंस का अच्छा मैच करना चाहते हैं इसके लिए एक्सपेक्टेड थ्रेशहोल्ड को नियंत्रित रखना पड़ेगा यहां मैं 10 पावर माइनस 4 पर रेस्ट्रिक्ट करूंगा कोडिंग पैरामीटर के आधार पर जैसे हमने ब्लॉसम62 सीखा यदि आप इसे अपने कॉन्सट्रेंट मैं बदलना चाहते हैं तो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप इसे बदल सकते हैं आप जब अपने पैरामीटर के अंतिम चरण में पहुंचे तोBLAST पर क्लिक करते हैं अब हम जॉब सबमिट करते हैं यह प्रोसेस होने पर आईटी रिक्वेस्ट आती है ब्लास्ट से आपको आउटपुट प्राप्त होता है पहला शुरुआती पार्ट जॉब डिटेल को कवर करता है यहां आपकी रिक्वेस्ट जो आप परफॉर्म कर रहे हैंक्वैरी और टारगेट डेटाबेस बताता है इसके पश्चात आप ग्राफिकल समरी देखेंगे यह एलाइंड सीक्वेंस मैं रीजन वाइज कंजर्वेशन समझने के लिए बहुत उपयोगी है इसके पश्चात आप सभी एलाइनमेंट के स्कोर के साथ समरी देख सकते हैं और ई वैल्यू लिस्ट प्राप्त हो जाती है इसके नीचे आप इंडिविजुअल एलाइनमेंट तथा प्रत्येक एलाइनमेंट सीक्वेंस के डिटेल देख सकते हैं तो यहां पर मैं मैक्सिमल स्कोर के लिए कॉलम है जो आप एलाइनमेंट प्रोग्राम से प्राप्त करते हैं यहां पर क्वेरी कवरेज भी है तो यह प्रोटीन की लेंथ का परसेंटेज है जो क्वेरी के साथ एलाइन होता है E वैल्यू जो 10पावर 100 और10 होता है जो बहुत कम होता है तथा नॉन सिग्निफिकेंट है एक आईडेंटिटी सीक्वेंस आईडेंटिटी कट ऑफ होता है जो यहां लिस्टेड है यह एक्सेशन है क्योंकि हमने UniProt से ब्लास्ट किया है यहUniProt आईडी है और यहां लिस्टेड है जैसा आप देख रहे हैं की ई वैल्यू के साथ आईडेंटिटी कम होती जा रही है ई वैल्यू के बढ़ने से अधिकतर ब्लास्टेड रिजल्ट जो मायोग्लोबिन से प्राप्त हुए हैं दूसरे ऑर्गेनिस्म के है और ह्यूमन मायोग्लोबिन से पृथक है यदि आप इसको एक्सटेंड करके देखें तो आपको हिमोग्लोबिन दिखाई देगा जो मायोग्लोबिन से बहुत ज्यादा मिलता है अब हम एलाइंड सीक्वेंसेस को डाउनलोड कर लेंगे इन्हें चेक कर लेंगे और FASTA सीक्वेंस मैं डाउनलोड कर लेंगे अब आगे कंटिन्यू करेंगे इन एलाइंड सीक्वेंसेस का उपयोगCLUSTAL से करेंगे अबCLUSTAL W website जो जीनोम होस्ट करती है याJP CLUSTAL W है जो पहलेEB साइट पर इंप्लीमेंटेड थी पर जाते हैं CLUSTAL W यह वेबसाइट ब्लास्ट के लिए आवश्यक पैरामीटर पर ही कार्य करती है यहां पर मैं सही विधि चुनकर फाइल चूज़ कर जॉब सबमिट करूंगा यहां रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं पहले भाग में लिस्ट आफ सीक्वेंसेस औरFASTA की करेस्पॉन्डिंग आईडी प्राप्त हो जाती है यहां पर एलाइनमेंट दिए हैं जो सीक्वेंस 1 2 के लिए हैं यह सीक्वेंस वन और यह सीक्वेंस टू है यह कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर है इसे आगे स्क्रॉल करने पर एलाइनमेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं यहां क्लिक कर आप सीधे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं जो CLUSTAL फॉर्मेट पर हैं इनकी आईडी बाई तरफ दी हुई है इसके आगे आप सीक्वेंसेस या एलाइनमेंट फाइल देख सकते हैं अब हमें मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट प्राप्त हो गए हैं अब कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त करने के लिए AL2CO का उपयोग करते हैं यह वेब सर्वरAL2CO Al2CO है इसका उपयोग सीक्वेंस कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त करने के लिए करते हैं इसमें बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबिलिटी है हम अलग अलग वेटिंग स्कीम का उपयोग कर सकते हैं हम एंट्रॉफी कंजर्वेशन मेथड और ब्लॉसम मैट्रिक्स या डिफरेंट मैट्रिक्स और डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं यहां हम डाटा इनपुट लेते हैं और CLUSTAL से एलाइन करते हैं ईमेल आईडी और जॉब नेम्स ऑप्शनल होते हैं उदाहरण के तौर पर हम यहां कुछ मीनिंग फुल लेंगे यहां हम अनवेइटेड कंजर्वेशन स्कोर कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए एंट्रॉफी बेस्ड विधि का उपयोग करेंगे नॉर्मलाइजेशन करेंगे जिसके लिए हेल्प मेनू पर जाकर क्लिक करते हैं नॉर्मलाइजेशन मीन को घटा देता है और स्टैंडर्ड देविएशन से विभाजित कर देता है जो हमें यहां प्राप्त हुआ है यदि आप किसी वजह से एंट्रॉफी विधि को भूल जाए तो यहां पर फार्मूला याद कर जॉब सबमिट कर सकते हैं यहां पर रिजल्ट लिस्ट दी है मुख्य 2 रिजल्ट है जिन्हें एक के बाद एक देखते हैं पहला कंजर्वेशन पोजीशन वाइज कंजर्वेशन स्कोर यह स्कोर क्या है यह एंट्रॉफी आधारित स्कोर है जिन्हें हमने कैलकुलेट किया है तो प्रत्येक रेसिड्यू पोजीशन एक विशेष स्कोर प्रदर्शित करती है जिसे हम बाद में इंटरप्रेट करेंगे अब हम सेकंड आउटपुट क्या है देखते हैं तो सेकंड आउटपुट एलाइनमेंट है जिसके साथ कंजर्वेशन इसको भी दिया है यह 0 से9 तक का इंटिगर है 9 बहुत अच्छी तरह से कंजर्व्ड है जबकि जीरो वेरिएबल है इसे डायरेक्टली इंटरप्रेट किया जा सकता है जबकि स्कोर वैल्यू को ऊपर विधि के अनुसार प्राप्त किया जाता है अब UniPRot इंफॉर्मेशन को करसपाडिंग कंजर्वेशन वैल्यू से कंपेयर करेंगे जैसे यहां 65 और 94 या मेटल बाइंडिंग रीजन हिस्टीडीन है तो इसे तभी मायोग्लोबिन प्रोटीन जो अलग अलग स्पीशीज में पाया जाता हैकंज़र्व करना चाहिए तो आप 65 देखें आप देखेंगे की 65 रीज़न रेसिड्यू कंजर्व्ड है और यहां 9 के समान है